भवन विज्ञान के सिद्धांत और उसके अनुप्रयोगों के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है यह पहला भाग है जिसमें हम सौर ज्यामिति से शुरुआत करेंगे मुख्य रूप से हम पृथ्वी सूर्य संबंध सूर्य पथ आरेख सौर समय और स्थानीय समय पर इसका प्रभाव और वे कैसे भिन्न हैं के बारे में बात करेंगे सौर विकिरण में विशेष रूप से हम देखेंगे कि इसे कैसे मापना है और इसके निहितार्थ क्या हैं आखिर में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि सौर विकिरण भवन के डिजाइन को कैसे प्रभावित करता है और डिजाइन के निहितार्थ क्या हैं शुरुआत करने के लिए हम पृथ्वी सूर्य संबंध को देखेंगे इसमें से कुछ हम पहले से ही जानते हैं हम क्लाइमेटिक बिल्डिंग डिजाइन के साथ इसे और अधिक संबंधित करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जलवायु सूर्य ऊर्जा इनपुट द्वारा चालित है सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत है यहां पर दो आवश्यक पहलू हैं जिन्हें आप लोगों को समझना होगा पहला है सूर्य की आभासी चाल अगर हम जिओ सेंट्रिक थ्योरी को देखें जिसमें सूर्य की आभासी चाल और सूर्य की अवस्था को आमतौर पर सौर ज्यामिति से संदर्भित किया जाता है और दूसरा पहलू है सूरज से ऊर्जा का प्रवाह यह ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा हो सकती है सूर्य से पृथ्वी की ओर ऊर्जा का प्रवाह और इस ऊर्जा के प्रवाह को कैसे संभालना है हम इसे इमारत में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे यही हमारा दूसरा पहलू है तो दो प्राथमिक बातें है एक सौर ज्यामिति है और दूसरा है सौर ज्यामिति से जुड़े ऊर्जा प्रवाह हेलिओसेंट्रिक व्यू को ध्यान में रखते हुए आपके पास केंद्र में सूरज है पृथ्वी 365 दिन सूर्य की परिक्रमा कर रही है यह पृथ्वी की धुरी है जो भूमध्यरेखीय समतल और सूर्य के साथ मिलकर बनी है धुरी का झुकाव 235° है जब पृथ्वी घूमेगी हमको दो सामान्य चरम सीमाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी एक को नॉर्दन सॉल्स्टिस कहा जाता है जो 235° के झुकाव पर 21 और 22 जून को होता हैं ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय अधिकतम होता है और रात का समय न्यूनतम होता है आमतौर पर हम उत्तरी गोलार्ध के देशों या स्थानों के लिए इस नॉर्दन सॉल्स्टिस को समर सोल्स्टिस कहते हैं और दूसरी तरफ विंटर सोल्स्टिस या सदर्न सोल्स्टिस है जो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है जब 235° का झुकाव होता है आमतौर पर हम उत्तरी गोलार्ध के देशों या स्थानों के लिए इस सदर्न सॉल्स्टिस को विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं यह वह जगह है जहां आप जानते हैं कि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात प्राप्त होगी आमतौर पर हम इस मौसम का न्यूनतम तापमान प्राप्त करते हैं इसके अलावा जब पृथ्वी आपको पता है कि 0° के झुकाव पर होती है तो आप इसे कहते हैं इक्विनोक्स यह मार्च के तीसरे सप्ताह में और सितंबर के तीसरे सप्ताह में होता है तो अगर आपको सौर ज्यामिति समझनी है तो आपको चार मुख्य दिनांक ध्यान रखनी है पहली है नॉर्दन सॉल्स्टिस या समर सोल्स्टिस उत्तरी गोलार्ध के लिए फिर दो इक्विनोक्स जो मार्च और सितंबर के महीने में होते हैं और आखिर में विंटर सोल्स्टिस या सदर्न सॉल्स्टिस होता है जब उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान पहुंचते हैं यह दक्षिणी गोलार्ध के लिए बिल्कुल विपरीत है नॉर्दन सॉल्स्टिस के समय वहां सर्दियां होती हैं और सदर्न सॉल्स्टिस के समय वहां गर्मियां होती है इस चित्र में यहां पर है भू मध्य रेखा यहां पर कर्क रेखा और यहां मकर रेखा है क्रमशः 0° 235° उत्तर और 235° दक्षिण यहां मुख्यतः इंडिया और एशियन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे इस क्षेत्र में सौर ज्यामिति के क्या प्रभाव है अगर हमें और समझना है या हमें सौर ज्यामिति के कुछ प्रभाव अपने भवन डिजाइन के ऊपर पता करने हैं तो हमें सूरज की स्थिति के बारे में जानकारी करनी होगी सबसे पहले हम लोको सेंट्रिक थ्योरी का इस्तेमाल करके दो विशिष्ट कोण निकालेंगे जिससे हम सूरज की स्थिति को 2 D प्लेन पर बना सकते हैं सूरज की चाल तीन आयामों में होती है तो इससे आप दो विशिष्ट कोण प्राप्त कर रहे हैं जिनको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं यह एक त्रिकोणमितीय प्रक्षेपण है पहला है एल्टीट्यूड एंगल जो किसी भी अनुस्थिति में हो हमें बस एक क्षैतिज समतल पर सूरज की स्थिति को चिन्हित करना है जो कोण क्षैतिज समतल पर बनेगा उसे हम कहेंगे एल्टीट्यूड एंगल जितना ज्यादा एल्टीट्यूड एंगल होगा सूरज उतना ही हमारे सर की तरफ होगा मतलब अगर एल्टीट्यूड एंगल 90 ° होगा तो सूरज हमारे सर के ठीक ऊपर होगा अगर सूरज पूरब या पश्चिम की तरफ होगा तो एल्टीट्यूड एंगल का मान बहुत कम होगा अगला अज़ीमुथ एंगल है जिसके लिए आप उत्तर या दक्षिण को संदर्भ के रूप में ले सकते हैं कई मामलों में हम उत्तर दिशा को संदर्भ के रूप में लेते हैं और जहां भी सूर्य होता है बिना एल्टीट्यूड एंगल का विचार किएहम आमतौर पर इसे नीचे प्रोजेक्ट करते हैं और उत्तर दिशा से इसका कोण नाप लेते हैं उदाहरण के लिए जब सूर्य पूर्वी दिशा की तरफ होगा अज़ीमुथ एंगल 90° होगा या फिर पश्चिम दिशा की तरफ होगा तो अज़ीमुथ एंगल 270° होगा अगर उत्तर दिशा को संदर्भ बिंदु ले रहे हैं यदि आपको वास्तव में एल्टीट्यूड एंगल और अजीमुथ एंगल की गणना करनी है तो ये त्रिकोणमितीय गणना है इस गणना के लिए हमें चाहिए डिक्लिनेशन जिसके बारे में हमने पहले बात की है हमें सोलर नून से आर एंगल चाहिए और हमें चाहिए की 1 साल में कितने दिन होते हैं अगर यह तीन चीजें हमें पता होगी तो यहां दिए गए फॉर्मूलो का उपयोग करके हम एल्टीट्यूड एंगल और अजीमुथ एंगल की गणना कर सकते हैं परंतु इस पाठ्यक्रम में इनको हल नहीं करेंगे लेकिन जो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं आप सूर्य की स्थिति को पता कर सकते हैं और एल्टीट्यूड एंगल और एजीमूथ एंगल की आसानी से गणना कर सकते हैं हम इस विशिष्ट मॉड्यूल की छोटी अवधि को देखते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे आइए इन सौर गतिविधियों की एक बेहतर तस्वीर प्राप्त करने के लिए दो विशिष्ट उदाहरणों पर विचार करें पहले हम लेते हैं श्रीनगर जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है श्रीनगर का अक्षांश 341 डिग्री उत्तर और देशांतर 748 डिग्री पूर्व है पहले आइए देखें कि अक्षांशों में परिवर्तन का क्या प्रभाव है इसलिए हम पहले श्रीनगर पर विचार करेंगे उसके बाद त्रिवेंद्रम पर जो भारत के दक्षिणी सिरे पर है इसके बाद हम देशांतर को देखेंगे जहां हम बात करेंगे सौर समय की और जानेंगे कि स्थानीय समय की गणना कैसे करते हैं तो पहले देखते हैं 34 डिग्री उत्तर के अक्षांश के स्थान को यहां तीन चित्र हैं पहला है समर सोल्स्टिस जिसे नॉर्दन सोल्स्टिस से भी संबोधित किया जाता है यह सूर्य का स्थान है यह यहां कहीं पर उगता है फिर इस बिंदु पर आकर स्थापित हो जाता है समर सोल्स्टिस में आप अपने सिर के ठीक ऊपर सूरज को पाते हैं सूर्य कभी उत्तरी तरफ को पार नहीं करता और दक्षिण की तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है फिर भी सुबह और शाम के समय में उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिशाओं से हमें सूर्य मिलता है इक्विनोक्स के दौरान सूर्य चलता है यहां पर उगता है और इस बिंदु पर स्थापित हो जाता है इक्विनोक्स के समय में सूर्य पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है हमें पता है कि सूर्य दक्षिणी पथ पर चलता है यह पूरब में उगता है और दक्षिण से गुजरता हुआ पश्चिम में अस्त हो जाता है विंटर सोल्स्टिस में एल्टीट्यूड एंगल का मान और कम हो जाता है यहां पर हम तीन एल्टीट्यूड एंगल की चर्चा कर रहे हैं इस एल्टीट्यूड एंगल का मान ज्यादा है इसका थोड़ा कम और विंटर सोल्स्टिस यानी 21 दिसंबर को एल्टीट्यूड एंगल का मान न्यूनतम होता है आप लोगों को सूरज सीधा पूरब या पश्चिम में नहीं मिलता यह कहीं दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दिशा मे मिलता है और इसका दक्षिणी पथ होता है तो यह था 34 डिग्री पूरब अक्षांश का मामला अब त्रिवेंद्रम को देखते हैं यह 85 डिग्री पूरब अक्षांश पर स्थित है जो भूमध्य रेखा के बेहद करीब है तो जब हमने श्रीनगर को देखा था वह कर्क रेखा से दूर उत्तर की तरफ था यहां त्रिवेंद्रम कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ है और भूमध्य रेखा के काफी करीब है अगर हम सूर्य की चाल को देखें तो यहां पर सूर्योदय उत्तर पूर्वी दिशा से होता है और उत्तर पश्चिमी दिशा में अस्त हो जाता है यह सीधे दक्षिणी पथ पर नहीं चलता परंतु केंद्रीय बिंदु से कुछ दूर उत्तरी पथ पर चलता है समर सोल्स्टिस के दौरान यह केंद्र बिंदु से और दूर हो जाता है यह केंद्र बिंदु है यह दक्षिण है और यह हिस्सा उत्तर दिशा में है अतः सूर्य उत्तरी पथ से चलता है तो अगर हमारे पास उत्तरी दीवार है जिसमें बड़ी खिड़कियां है मुख्यतः उस स्थान पर जहां का अक्षांश 11 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री या 13 डिग्री उत्तर है वहां पर इस बात का क्या निहितार्थ होगा उत्तरी अग्रभाग और उत्तरी खिड़कियों पर ग्रीष्म काल में सोलर इंसिडेंटस होंगे जितना हम भूमध्य रेखा के नजदीक जाएंगे जैसे 8 डिग्री उत्तर या 85 डिग्री उत्तर अक्षांश वहां लगभग 45 महीनों तक उत्तरी दीवार पर सोलर इंसीडेंस होगा तो जब आप आँख बंद करके एक कोड या एक टेक्स्ट बुक का अनुसरण कर रहे हैं जो कहता है की सूर्य दक्षिण से होते हुए पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है जिससे उत्तरी दीवार या उत्तरी अग्रभाग सौर विकिरण से मुक्त होगा यह बात भ्रामक हो सकती है आपको बारीकी से देखना होगा की जगह कौन से अक्षांश पर है क्योंकि ग्रीष्म काल के महत्वपूर्ण महीने जैसे मई जून और जुलाई मे जब सौर विकिरण बहुत ज्यादा होता है तापमान भी बहुत ज्यादा होता है उत्तरी अग्रभाग पर सीधा सौर विकिरण होगा इक्विनोक्स के दौरान सूर्य का पथ हल्का सा दक्षिण की तरफ होता है विंटर सोल्स्टिस में अगर श्रीनगर और त्रिवेंद्रम के एल्टीट्यूड एंगल की तुलना करें तो यह श्रीनगर के एल्टीट्यूड एंगल जितना कम नहीं है जिस वजह से यहां पर सौर विकिरण का तीव्र भेदन नहीं है और यह एल्टीट्यूड एंगल के संदर्भ में थोड़ा अधिक है तीनों ही मामलों में एल्टीट्यूड एंगल श्रीनगर से ज्यादा है अब हम देखते हैं सन पाथ डायग्राम जो कि अत्यधिक उपयोगी है अगर हम एक भवन निर्माण कर रहे हैं विशेषत शेडिंग डिवाइसेज के लिए सन पाथ डायग्राम भवन स्थापन एवं उन्मुखीकरण की मूल आवश्यकता है यह एक प्रक्षेपण के अलावा कुछ भी नहीं है यह सूर्य की 3 D चाल का 2 D प्रक्षेपण है ज्यादातर हम स्टीरियो ग्राफिक प्रोजेक्शन को संदर्भित करते हैं प्रक्षेपण के अन्य प्रकार हैं जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम उनमें से कुछ को एक उदाहरण में देखेंगे मुख्य रूप से हम एक स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण के साथ काम कर रहे हैं प्रक्षेपण के अन्य प्रकार हैं जैसे स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किंतु हम मुख्य रूप से स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण को देखेंगे आपको दो विशिष्ट कोणों की आवश्यकता है एल्टीट्यूड एंगल और अज़ीमुथ एंगलजो सूरज की स्थिति का पता लगाने के लिए काम आएंगे अब हमारे दो उदाहरण शहरों श्रीनगर और त्रिवेंद्रम में वापस आकर सौर गतिविधियों को मानचित्रित करते हैं हमने तीन आयामों पर ध्यान दिया अब यह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे कर रहे थे यह आपका समर सोल्स्टिस के दौरान सूर्य का पथ है यह विंटर सोल्स्टिस के दौरान सूर्य का पथ है और यहां कहीं इक्विनोक्स होता है हम इन घटकों को अधिक विस्तार से देखेंगे यह त्रिवेंद्रम के लिए हैजैसा मैंने कहा यह एक केंद्र बिंदु है और ये महीने की रेखाएं हैं इसलिए यदि आप आसानी से चार महीने तक देखते हैं तो आपको प्रत्यक्ष सौर विकिरण या सौर इंसीडेंस उत्तरी अग्रभाग पर मिलेगा यदि आपको एक उत्तरी अग्रभाग का आंकलन करना है तो उत्तरी अग्रभाग इस केंद्र रेखा में कहीं यहां पर होगा फिर दक्षिणी अग्रभाग में आपको इसे केंद्र रेखा के रूप में लेना होगा और देखना होगा कि आपके दक्षिणी अग्रभाग में कितने महीनों या कितनी अवधि तक सोलर इंसीडेंस होता है तो इस मामले में आपके उत्तरी अग्रभाग में अधिक अवधि के लिए सोलर इंसीडेंस होगा जबकि यहां केवल 2 3 महीने के लिए होगा और वह भी सिर्फ सुबह और शाम को होगा जो की ऊर्ध्वाधर छायांकन प्रणाली से रोका जा सकता है यहां गर्मियों के दौरान सीधे सौर विकिरण से बचने के लिए आपको अपनी उत्तरी दीवार पर एक क्षैतिज छाया की भी आवश्यकता होगी प्रयोगशालाओं में इस विशेष चीज़ का अध्ययन हेलियोडॉन के उपयोग से किया जाता है आपने इस नाम के बारे में सुना होगा यह एक ऐसा उपकरण है जहाँ आप सौर स्थिति सेट कर सकते हैं सब कुछ समायोज्य है आप अक्षांश देशांतर सौर स्थिति सेट कर सकते हैं और फिर ये रोशनी के लिए बल्ब है जो हम अपने मॉडल पर डाल कर उसकी परछाई प्राप्त कर सकते हैं और शैडो पेनिट्रेशन और सोलर इंसीडेंस का आकलन कर सकते हैं इन चीजों का वैज्ञानिक प्रयोगो से मूल्यांकन किया जा सकता है इस मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैंयह एक 3 डी ग्राफिक चित्र है जो एक सॉफ्टवेयर इकोटेक्ट द्वारा निर्मित किया गया है हम मुख्य रूप से इसे प्रदर्शन के लिए उपयोग करेंगे हम इकोटेक्ट से निर्मित इन ग्राफिक चित्र और उससे संबंधित टूल जैसे सोलर टूल का उपयोग करेंगे जो हमें तीन आयामी सूर्य पथ का रेखांकन करने में मदद करेगा तो इसी तरह की बात जो हम देखने जा रहे हैं यह एक सोलर टूल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था यहाँ हम सौर पथ के बारे में बात कर रहे हैं यह एक स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण है विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण हैं जैसा कि मैंने कहा था स्फेरिकल इक्विडिस्टेंस स्टेरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक वॉल ड्रम्स आप इनकी सारणीबद्ध मैपिंग भी देख सकते हैं यहां पर य़े प्रमुख अवयव हैं यह पेरिफेरल लाइन एजीमूथ एंगल को संदर्भित करती है फिर यह कंसंट्रिक लाइन जो एल्टीट्यूड एंगल के बारे में बताती है फिर यह तारीख रेखाएं है महीने की रेखाएं समर सोल्स्टिस से विंटर सोल्स्टिस के लिए है और यह है घंटों की लाइन है इन तिथि और घंटे की पंक्तियों को जानकर आप किसी विशेष बिंदु पर सूर्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं इसके अलावा यह विशेष उपकरण हमें दिनांक और समय सेट करने देता है उदाहरण के लिए अगर इसमें जून महीने की 21 तारीख सेट करते हैं तो यहां पर समर सोल्स्टिस होगा और सूरज की स्थिति का पता लग जाएगा जब हम इसे विंटर यानी दिसंबर में बदलेंगे सूर्य की स्थिति बदल कर यहां पर आ जाएगी आप स्थान का अक्षांश भी बदल सकते हैं अभी यह 34 डिग्री है जो श्रीनगर के लिए है अगर मैं इसे त्रिवेंद्रम के स्थान पर बदल देता हूं तो सौर मार्ग कुल सूर्य पथ आरेख बदल जाएगा यह दिसंबर के दौरान होता है और यह जून के दौरान होता है यह सूरज की चाल का सरल चित्रण है अब हम छाया और छाया के आकलन को और विस्तार से देखेंगे अब तक हम एक स्थान के अक्षांश के साथ काम कर रहे थे और हमने देखा था कि वह सूर्य की गति को कैसे प्रभावित करता है अब इस खंड में हम देशांतर के प्रभाव और उस पर देने योग्य प्राथमिक विचारों के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आपको एक जरूरी बात समझनी होगी कि सौर समय और स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है सौर चार्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला समय एक सामान्य सौर समय होता है और यह स्थानीय घड़ी के समय के साथ एक विशेष समय क्षेत्र के लिए एक संदर्भ देशांतर पर मेल खाता है यदि आप भारत का मामला लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग समय क्षेत्र नहीं हैं देश भर में एक ही समय क्षेत्र है हालांकि हमारे पास पश्चिम से पूर्व तक लंबा फैलाव है तब भी हमारे पास केवल एक ही समय क्षेत्र है और भारत के लिए संदर्भ देशांतर 823 डिग्री पूर्व देशांतर है यदि आप US जैसे देश काे लेते हैं तो उनके पास अलग अलग समय क्षेत्र है अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका मे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं समय क्षेत्र बदलता रहता है उदाहरण के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर उनके पास हर समय क्षेत्र में आधा घंटे से 1 घंटे के समय का समायोजन होता है एक बुनियादी तौर पर समझने के लिए अगर आप देशांतर मे एक डिग्री का बदलाव करें तो समय में 4 मिनट का अंतर आता है हम आगे की गणना में इसका प्रयोग करेंगे इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम दो स्थानों पर विचार करते हैं पहला है मुंबई जो कि भारत के पश्चिमी छोर पर 73 डिग्री पूरब देशांतर पर है और दूसरा है डिब्रूगढ़ जोकि 95 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित है मुंबई भारत के संदर्भ देशांतर के पश्चिम में स्थित है जो 82 डिग्री संदर्भ रेखा है मुंबई संदर्भ रेखा के पश्चिम में 95 या 9 डिग्री 30 मिनट पर है जबकि डिब्रूगढ़ भारत के संदर्भ देशांतर के पूर्व में 12 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है एक और बात जिसको गणना में फैक्टर करना है वह है समय सुधार का समीकरणजो कि जैसे मैंने पहले कहा था वैसे ही किया जा सकता है यह संख्यात्मक रूप से किया जा सकता है या मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं यह सरल ग्राफ़ आपको बताता है कि समय में सुधार कैसे पता करें एक्स ऐक्सिस पर हमने दिनों की संख्या डाली है जो शून्य से लेकर 366 तक जाती है और वाई एक्सिस पर समय सुधार का समीकरण है यह साल के माने जाने वाले दिन पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए अगर हम 26 जनवरी लेते हैं जोकि साल का 26 वां दिन है समय सुधार 13 मिनट होगा और अगर हम 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर लेते हैं जो साल का 300 वा दिन होता है तब समय सुधार 17 मिनट होगा इसका उपयोग करते हुए अगर हम मुंबई और डिब्रूगढ़ वाला मामला ले तो उसकी गणना कुछ इस तरह होगी उदाहरण के लिए अगर हमें स्थानीय सौर मध्याह्न का समय स्थापित करना है की मुंबई में किस समय मध्याह्न होता है मध्याह्न 1200 बजे होता है तो 1200 38' मिनट यह 38 मिनट 9 डिग्री 30 मिनट से आया है मतलब अगर हम हर देशांतर डिग्री को 4 मिनट से गुणा करें तो आपको 38 मिनट मिलेगा फिर 13 क्योंकि मैं 26 जनवरी के लिए गणना कर रहा हूं अगर हम 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर के लिए करें तो सुधार सकारात्मक होगा और वह होगा 17 मिनट और यहां पर है 13 मिनट तो यह आता है 1109 अगर हम इसको 12 में से घटा दें तो हमारे पास बचेंगे 51 मिनट तो मुंबई में स्थानीय सौर मध्याह्न भारतीय मानक समय से 51 मिनट बाद होती है क्योंकि यह संदर्भ देशांतर के पश्चिम में स्थित है अगर हम उसी तरह से डिब्रूगढ़ के लिए निकालें तो हमें पता चलेगा कि वहां स्थानीय सौर मध्याह्न भारतीय मानक समय से 37 मिनट जल्दी हो जाता है अगर भारत मे पूरब से पश्चिम तक अलग अलग समय क्षेत्र होते फिर लगभग 30 से 45 मिनट का समायोजन हर समय क्षेत्र में होता अगर पूरे देश को तीन अलग अलग समय क्षेत्र में बांटे हम सौर विकिरण के बारे में विस्तार से थोड़ा और देखेंगे जिसके दो मुख्य तरीके हैं पहला है इरेडीअन्स वाट्स प्रति वर्ग मीटर जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है यह एक इंस्टैन्टेनियस फ्लक्स या ऊर्जा का प्रवाह है जिसे पहले सोलर इंटेंसिटी कहा जाता था यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकता है दूसरा है इरेडीएशन जिसका अर्थ है कि कुछ समय की अवधि मे एकीकृत ऊर्जा की मात्रा यह प्रति दिनप्रति घंटे या प्रति वर्ष या फिर एक मौसम के कुल घंटे हो सकती है यह वाट्स आर प्रति वर्ग मीटर में नापी जाती है सौर विकिरण के बारे में थोड़ा और देखते हैं सूरज की सतह लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है इसके विकिरण उत्सर्जन का शिखर 550 नैनोमीटर लहर लंबाई पर होता है अब यह एक सौर स्पेक्ट्रम है हम तीन प्रमुख चीजों को जानते हैं एक है विजिबल स्पेक्ट्रम फिर आपके पास अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है एक बार जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो उसका कुछ भाग वापस परावर्तित हो जाता है उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और उसका कुछ भाग संचरित हो जाता है ऊर्जा का जो हिस्सा अवशोषित होता है वह फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में विकीर्ण हो जाता है फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जमीन या जल निकाय इसका कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेते है इसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है जो कुछ भी अवशोषित होता है वह फिर से एक छोटी लहर विकिरण के रूप में बाहर आ जाता है छोटी लहर विकिरण एक बार और अवशोषित होता हैऔर फिर से विकिरणित होने के बाद यह लंबी लहर विकिरण के रूप में वापस आता है इन लंबी तरंग विकिरणों को बादल अपने पार जाने नहीं देते हैं जिसे हम आम तौर पर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं जहाँ यह पुनःविकीर्ण लंबी तरंग विकिरण पृथ्वी के वातावरण में फंस जाता है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में इरेडीएशन मे बड़ी विविधता है यह तीन मुख्य कारणों से है पहला है एंगल आफ इंसीडेंस हम कोसाइन नियम को जानते हैं जो बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना कम होगा अंतर उतना ही अधिक होगा दूसरा है वायुमंडलीय क्षय और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यदि यह ध्रुवीय क्षेत्र में है तो उसी सूर्य के विकिरण को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो यह कारक है जिसका मान 02 और 07 के बीच होता है और फिर तीसरा है धूप की अवधि उदाहरण के लिए पहले हमने कहा था कि समर सोल्स्टिस बनाम विंटर सोल्स्टिस या नार्दन सोल्स्टिस बनाम सदर्न सोल्स्टिस जहां धूप की अवधि 21 जून और 22 दिसंबर के बीच काफी बदलती है तो यह इरेडीएशन पर काफी प्रभाव डालता है आइए हम श्रीनगर के उदाहरण पर लौटते हैं जो 34 डिग्री उत्तर अक्षांश और 748 डिग्री पूर्वी देशांतर है आप वही दक्षिणी दीवार का अग्रभाग लेते हैं मैंने कुछ खिड़कियां और कुछ शेडिंग सिस्टमस यहां रखे हैं अगर आप सर्दियों में सौर विकिरण लेते हैं तो यह विंटर सोल्स्टिस है जिसमें आपके पास एक स्टीप दक्षिणी सूरज है यह वह जगह है जहां सौर विकिरण होता है आप इस पैमाने पर देखते हैं यह भाग लगभग 3000 वाट घंटे के अनुरूप है यह किसी विशेष दिन के लिए है 22 दिसंबर के उदाहरण में यह सौर विकिरण है जो दक्षिणी सतह पर होता है यह कुल सौर विकिरण है एक और बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि कुल सौर विकिरण के दो भाग होते हैं एक डायरेक्ट रेडिएशन है और दूसरा डिफ्यूज रेडिएशन है उदाहरण के लिए इस समय पर इस सतह पर विचार करें यह दोपहर के आसपास है इस विशेष सतह को कोई प्रत्यक्ष सौर विकिरण नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी यहां पर डिफ्यूज रेडिएशन होगा डिफ्यूज़ रेडिएशन का भी इन सतहों पर कुछ असर होगा कुल रेडिएशन और नेट रेडिएशन न्यूनतम होंगे त्रिवेंद्रम के मामले पर विचार करें जो 85 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है यह फिर से विंटर सोल्स्टिस है यह उत्तरी सूरज इतना नीचे नहीं है जितना श्रीनगर में था और इसका एल्टीट्यूड एंगल थोड़ा बड़ा है इस संख्या को ध्यान से देखें दक्षिणी अग्रभाग पर कुल सौर विकिरण लगभग 6000 वाट घंटे है अतः दक्षिणी अग्रभाग पर आने वाला सोलर इंसीडेंस भारत के उत्तरी व दक्षिणी भागों के बीच काफी भिन्न होता हैं जैसे कि श्रीनगर और त्रिवेंद्रम है अब हम इस बारे में चिंता नहीं करते है कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी हैं कि यह जलवायु की स्थिति कैसी है श्रीनगर में ठंडी जलवायु होती है जबकी त्रिवेंद्रम में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है हम जलवायु वर्गीकरण में नहीं जा रहे हैं वह एक अलग मॉड्यूल है अगले मॉड्यूल का हिस्सा है लेकिन बस सौर विकिरण की तीव्रता किसी दिए गए भवन के अग्रभाग पर किस तरह बदलती है और हम अपने भवन से संबंधित गणना में इस विशेष सौर विकिरण का उपयोग कैसे करते हैं मुख्य पैरामीटर जिसका उपयोग किया जाता है वह है सोल एयर टेंपरेचर सोल एयर टेंपरेचर एक समावेशी संख्या की तरह है यदि आप इस समीकरण को पढ़ते हैं तो यह है Tout डिग्री सेंटीग्रेड में बाहरी हवा का तापमान है यह बाहरी हवा का ड्राई बल्ब तापमान है सोल एयर तापमान वास्तव में बाहरी हवा के तापमान के प्रभाव को शामिल करता है और इसमें एक छोटा हिस्सा जोड़ देता है जो कि मुख्य चीजवैश्विक सौर विकिरण वाट प्रति वर्ग मीटर को सम्मिलित करता है एक विशेष सतह की अवशोषकता मैं कहता हूं कि उसी दक्षिणी अग्रभाग की कल्पना करें जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अगर यह चमकीले रंग का होता एक सफेद सतह बनाम एक काली सतह कहें सतह की अवशोषकताएं काफी भिन्न होती है तो उस स्थिति में यह फैक्टर बदलेगा इस छोटे से फैक्टर का तीसरा भाग है ho जिसको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर रेडिएशन एंड कन्वैक्शन बोलते हैं यह दीवार की बाहरी सतह पर फिल्म कोफिशिएंट के बराबर है तो यह विशेष फैक्टर बाहरी हवा के तापमान में जोड़ दिया जाता है उष्णकटिबंधी वातावरण में सोल एयर तापमान आमतौर पर व्यापक हवा के तापमान से ज्यादा या उसके बराबर होता है होता क्या है कि कल्पना करते हैं कि आपने पश्चिमी अग्रभाग लिया लगभग शाम के 400 बजे वहां पर व्यापक तापमान होगा श्रीनगर का मामला लेते हैं दक्षिणी अग्रभाग के ऊपर 21 जून को व्यापक तापमान लगभग 30 डिग्री होगा सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी x होगी फिर उसमें सतह की अवशोषकता सफेद सतह की कल्पना कीजिए वहां पर हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट भी होगा तो एक छोटा सा परिमाण लगभग 4 से 5 डिग्री के बराबर जुड़ जाएगा और हमें सोल एयर टेंपरेचर मिलेगा यह लगभग दीवार की सतह के तापमान के बराबर है पहले वाला समीकरण लेकर मैंने कुछ गणना की है इस जगह को लीजिए यह बिंदीदार रेखा बाहरी हवा के तापमान को संदर्भित करती है जो कि सुबह 600 बजे से शाम के 600 बजे तक है यह 12 घंटे का ग्राफ है सुबह का तापमान 27 डिग्री के आसपास होता है और शाम को 35 डिग्री तक चला जाता है इस ग्राफ में दो अन्य रेखाएँ हैं यह समय घंटों में है यह तापमान है और दो अन्य रेखाएँ हैं यह पूर्वी अग्रभाग पर सोल एयर टेंपरेचर है यह नीली रेखा बनाम यह बैंगनी रेखा यह पश्चिमी अग्रभाग पर सोल एयर टेंपरेचर है दिलचस्प है यदि आप पूर्वी अग्रभाग को देखते हैं तो सोल एयर टेंपरेचर 40 डिग्री तक चला जाता है सुबह सुबह लगभग 700 से 900 बजे तक पीक वैल्यू मिलती है फिर ठंडा हो जाता है और व्यापक हवा के तापमान से नीचे चला जाता है लेकिन पश्चिमी अग्रभाग में यह सोल एयर टेंपरेचर बढ़ता है लेकिन व्यापक तापमान के नीचे ही रहता है फिर यह शाम तक बढ़ता है और फिर इसकी गर्मी अब यह गर्म हो जाता है भवन डिजाइन पर इसका क्या प्रभाव है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास बेडरूम की दीवार है और वह पूर्वी दिशा में फैली हुई है सुबह के समय में सौल एयर टेंपरेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा और फिर ठंडा होना चालू होगा जब रात में लगभग 900 बजे हमें बेडरूम में जाना है तब सतह का तापमान उतना ज्यादा नहीं होगा और टाइम लैग को मिला के जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे अंदर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा होगा जबकि बेडरूम की पश्चिम ओर की दीवार पर अधिकतम तापमान शाम 4 बजे से 5 बजे के आसपास कहीं होता है और फिर यह अंदर प्रेषित हो जाएगा इसलिए आपके पास भीतरी सतह का तापमान अपेक्षाकृत उच्च तापमान होगा और साथ ही उस दीवार के माध्यम से गर्मी का लाभ भी होगा यहां हमने एक छोटी गणना की ऐसे तो सोल एयर तापमान दो मुख्य चीजों पर निर्भर करता है जिसे हमने पहले देखा है एक सतह की अवशोषकता जिसे a से दर्शाया जाता है एक उज्ज्वल सतह एक परावर्तक सतह और एक गहरे रंग की सतह नंबर दो है इसे छायांकन के प्रभाव से संशोधित किया जा सकता है छायांकन के मामले में क्या होता है जिस क्षण आपके पास छायांकन उपकरण या बालकनी होती है डायरेक्ट सौर विकिरण कट जाता है लेकिन आपको डिफ्यूज़ सौर विकिरण को ध्यान में रखना होगा वह अभी भी मौजूद है तो यह पूरी तरह से खत्म नहीं होता लेकिन जो डायरेक्ट रेडिएशन वाला हिस्सा है वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है अगर हमारे पास छायांकन का पूरा ढकाव है हमने 8 ओरिएंटेशन के लिए सोल एयर तापमान रेंज की गणना की है यहां तीन मामले हैं पहला मामला यह एक गहरे नीले रंग का है यह है अवशोषण सतह का सौर अवशोषण 04 है जो एक सामान्य सफेद रंग का है या फिर हाथीदांत रंग से रंगी हुई बाहरी दीवार है यहां पर सीधा सौर विकिरण है और कोई भी छायांकन नहीं है दूसरा हल्का नीला रंग है जिसमें सतह को हमने परावर्तक परत से पोत दिया है आजकल हमें बहुत सी परावर्तक परत मिलती है जिन्हें लो इ कोटिंग कहा जाता है और वह दीवारों पर की जाती है लो इ कोटिंग का अर्थ है कम उत्सर्जक परत तो दूसरे मामले में मुख्य रूप से परावर्तक परत की हुई है तीसरे में हमारे पास वही पहले वाले मामले की दीवार है लेकिन उसमें एक छाया का प्रबंध कर दिया गया है इसमें अवशोषकता रहती है और कोई परावर्तक परत नहीं है बस एक छाया के लिए प्रबंध कर दिया गया है दीवार पूरी तरह से ढकी हुई है आप दीवार के आगे एक छज्जे की कल्पना कर सकते हैं तो पहली घटना में क्या होता है कि सोल एयर टेंपरेचर उदाहरण के लिए पूर्वी दीवार में 47 डिग्री तक पहुंच जाता है और पश्चिम की तरफ मुख वाली दीवार में 51 डिग्री तक पहुंच जाता है यह एक उष्णकटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु में है और पश्चिम की ओर की दीवार में 51 डिग्री तक चला जाता है जबकि जब आप इसे एक परावर्तक कोटिंग के साथ पेंट करते हैं तो इसे 41 डिग्री तक नीचे लाया जा सकता है आपको बाहरी सतह पर या सोल एयर टेंपरेचर में 10 डिग्री का अंतर दिखेगा परावर्तक कोटिंग के बजाय यदि आप एक उचित छायांकित पश्चिम की ओर मुख की दीवार के लिए जाते हैं तो आप इसे 37 डिग्री तक नीचे ला सकते हैं और आपको ध्यान देना होगा कि यह उत्तर की ओर की दीवार के बराबर या कम है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बालकनी है जिसमें एक पश्चिम की ओर दीवार है और आप इससे बच नहीं सकते हैं आज के संदर्भ में बेहतर समाधान यह होगा कि यदि आप डिजाइन चरण में हैं तो आप एक बालकनी या एक गहरी ओवर हैंग बना सकते हैं जिससे पूरी दीवार पर छाया आ जाए और वह लगभग उत्तर की ओर के मुख वाली दीवार के जैसी हो जाए हवा और अन्य घटकों के बारे में ध्यान न दें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ सोलर रेडिएशन के लिए यह उत्तर की ओर मुख वाली दीवार के जैसी हो जाएगी या फिर अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपने डिजाइन चरण को पार कर लिया है जो सबसे अच्छा विकल्प होगा परावर्तक परत लेकिन यह अस्थाई है यह परत लगभग 2 से 3 साल तक रहेगी उसके बाद उसकी परावर्तन क्षमता कम हो जाएगी और उस पर फिर से परत चढ़ानी पड़ेगी परावर्तक कोटिंग के साथ थोड़ा ही सुधार हो सकता है लेकिन स्थायी छायांकन प्रणाली के साथ पूरे सोल एयर टेंपरेचर को नीचे लाया जा सकता है आइए हम कुछ डिज़ाइन निहितार्थों के बारे में चर्चा करते हैं इस ग्राफ में दो चीजें हैं यह श्रीनगर के लिए है यह विंटर सोल्स्टिस है और यह समर सोल्स्टिस है और यह वही सोलर रेडिएशन है लेकिन यह एक डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का ग्राफ है मैंने पूरी चीज को विभाजित किया है एक चौकोर रेखा चित्र की बजाय मैंने बेलनाकार संरचना बनाई है जो टुकड़ों में विभाजित है प्रत्येक खंड एक मुख्य अनुस्थिति को संदर्भित करता है जैसे कि यदि आप सिर्फ 4 कार्डिनल ओरियंटेशन ले पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण तो आप वाट घंटे प्रति वर्ग मीटर का उल्लेख कर सकते हैं यह इस समय का रेडियंस है यह श्रीनगर में विंटर सोल्स्टिस के दौरान है यह दक्षिणी सूरज है और समर सोल्स्टिस में यह स्थिति है यह त्रिवेंद्रम के लिए है विंटर सोल्स्टिस के दौरान संख्या अधिक हो जाती है और यह समर सोल्स्टिस के वक्त का है यहां तक कि उत्तरी सतहों और उत्तर पूर्वी सतहों को अधिक सौर विकिरण मिलता है एक महत्वपूर्ण बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए उदाहरण के लिए उत्तरी खिड़कियां या उत्तरी रोशनी जैसे ही आप भूमध्य रेखा की तरफ कर्क रेखा के नीचे जाते हैं उत्तरी सतहों को सौर विकिरण प्राप्त होना शुरू हो जाता है ऐसा नहीं है कि उत्तरी सतह पूरी तरह से सौर विकिरण से रहित होती हैं और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के करीब आते हैं क्या होता है कि सूर्य भी आपकी उत्तरी दीवार की ओर बढ़ने लगता है यह लोको सेंट्रिक थ्योरी को ध्यान में रखते हुए सूर्य को चलती हुई वस्तु के रूप में माना गया है आप यहां स्थित हैं और सूर्य आपके उत्तर की ओर बढ़ने लगता है यदि आपके भवन का अग्रभाग यह है तो आपको अभी भी कम से कम चार महीनों के लिए अपने उत्तरी अग्रभाग में सौर विकिरण प्राप्त होगा उन अक्षांशों में जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं आगे अगर आप भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं यह और अधिक हो जाता है विशेष रूप से भूमध्य रेखा पर समान वितरण होगा आधा वर्ष सूर्य उत्तरी भाग में होगा आधा वर्ष दक्षिणी भाग की ओर होगा इसे बेहतर समझने के लिए हमारे पास यह ग्राफ है यह छोटा सा आयताकार डब्बा यहाँ एक इमारत की अनुस्थिति को संदर्भित कर रहा है यहाँ ये रेखाएं है लाल रेखा गर्मी के दौरान सौर विकिरण को दर्शा रही है जो कि अधिक गर्मी की अवधि के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है जो नीली रेखा यहाँ दिखाई गई है यह कम गर्मी के समय या सर्दियों के मौसम के दौरान सौर विकिरण को दर्शा रही है यह एक दिलचस्प ग्राफ है जो यह दिखाता है कि वह कौनसी प्रमुख दिशा है जहॉं से गर्मियों मे उच्च सोलर इंटेंसिटी आती है यह सर्दियों के दौरान है और यह हरी रेखा वार्षिक औसत है आमतौर पर यह समझा जाता है और उस पर सहमति व्यक्त की जाती है की भवन की लंबी सतह भवन के लंबे अग्रभाग को बिना पर्याप्त सौर संरक्षण के पूर्व और पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए तोइसे उन्मुख करना एक बेहतर विचार है लंबी सतह उत्तर और दक्षिण की ओर उन्मुख होनी चाहिए और छोटी सतह पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख होनी चाहिए यह समझा हुआ है लेकिन फिर भी आप स्थान के आधार पर मामूली दिशात्मक परिवर्तनों के लिए जा सकते हैं उदाहरण के तौर पर श्रीनगर के मामले में गर्मियों के दौरान प्रमुख सोलर इंसीडेंस पूरी तरह पूर्व दिशा में नहीं होती है लेकिन यह पूर्व से थोड़ा दूर होती है और सर्दियों के दौरान सीधे दक्षिण में नहीं होती है लेकिन यह थोड़ा सा पूर्व की ओर है यह दक्षिण पूर्व नहीं है बल्कि पूर्व से थोड़ा आगे है इसलिए इस मामले में इमारत का वास्तविक उन्मुखीकरण एक प्लेन पर ना होकरथोड़ा झुका हुआ होगा त्रिवेंद्रम के मामले को देखा जाए तो यह मामला बदल जाता है और गर्मियों के दौरान 70 डिग्री पर अधिकतम सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी होती है तो यह वह जगह है जहां आप गर्मी के दौरान अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करते हैं और सर्दियों के दौरान आपको लगभग 160 डिग्री प्राप्त होता है और यह वह जगह है जहां यह अधिकतम होता है तो सबसे अच्छा उन्मुखीकरण सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं होगा लंबी सतहसिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं होगा लेकिन यह कहीं न कहीं 160 डिग्री के आसपास होगा जो एक लंबरूप में है अगर आप इसका चित्र बनाते हैं यह 160 डिग्री की ओर होना चाहिए यह भवन उन्मुखीकरण का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है हम यहां इस अधिवेशन को खत्म करते हैं और इसे संक्षेप में दोहराते हैं हमने पांच महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया पहली बात पृथ्वी सूर्य का संबंध यह कैसे घूमता है और नॉर्दर्न सोल्स्टिस इक्विनोक्स और सदर्न सोल्स्टिस पृथ्वी का झुकाव और फिर हमने इस बारे में बात की कि पृथ्वी की चाल को या सूर्य की चाल को रेखा चित्र में कैसे बदला जाएगा जिन्हें सूर्य पथ आरेख बोलते हैं स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण यह कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है तीसरे नंबर पर हमने देशांतर और समय क्षेत्र के प्रभाव के बारे में बात की हमने सौर समय और स्थानीय समय की गणना की और फिर हमने सौर विकिरण के प्रभाव के बारे में बात की हमने एक इमारत के अग्रभाग का विशिष्ट उदाहरण लिया और दो अलग अलग भू स्थानों के लिए इसका अध्ययन किया फिर हमने इसके डिजाइन निहितार्थों के बारे में अध्ययन किया इस तरह सेएक इमारत की स्थिति तय करने से पहले सौर विकिरण पर विचार करके अपनी इमारत का उन्मुखीकरण करते हैं Thank you शुक्रिया